स्तुर्म -लीऔविल्ले सिद्धान्त का परिचय इसलिए पिछले वीडियो में हमने देखा है कि बेससेल समीकरण को कैसे हल किया जाए और हमने बेसल समीकरण के कुछ गुणों को देखा है और उन दो गुणों के आधार पर हमने पहली तरह के बेसल कार्यों के आयतीय गुण दिए हैं तो बेससेल समीकरण के वे समाधान जो 0 पर सीमित हैं तो आज हम सिर्फ इन गुणों में फिर से विचार करेंगे और फिर उन सभी J12 J32 को खोजने के लिए उनका उपयोग करेंगे हमने J12 और J 12 को sin और cosin के मामले की अभिव्यक्ति में एक अच्छे स्पष्ट विश्लेषणात्मक शब्द के रूप में भी देखा है और एक बार जब आपको J12 और J 12 पता है आप J32 J 32 J 52 J52 प्राप्त कर सकते हैं और इतने पर तो सभी J12 के विषम 2n 12 n 0 1 2 3 के बाद से चल रहा है इन सभी चीजों को आप प्राप्त कर सकते है यदि आप J12 और J 12 जानते हैं कि हमें ये विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति के रूप में पता है इसलिए यह हम बेससेल कार्यों के गुणों का उपयोग करते हैं और फिर हम इन सभी J32 J 32 को प्राप्त कर सकते हैं हम उस पर गौर करेंगे इसलिए बेसेल गुणों पर विचार करें कि हमारे पास क्या था बेसेल गुणों को देखें ये हैं ddxxJxxJα 1x यदि आप वास्तव में अंतर करते हैं जो आपने देखा है xJxαxα 1JxxJα 1x JxxJxJα 1x यह पहला गुण है और आपके पास दूसरा गुण भी है जो यह है ddxx αJx x αJα1x x αJxαx α 1Jx x αJα1x JxxJx Jα1x हमारे पास यही है इसलिए ये गुण हैं ये इन बेसेल फ़ंक्शन के गुणों के समान कुछ भी नहीं हैं जिन्हें हम 1 और 2 कहते हैं यदि आप उन्हें जोड़ते और घटाते हैं तो अतिरिक्त देंगे 2JxJα 1x Jα1x यह एक और व्यवकलन आपको देता है 2αxJ x Jα1x Jα 1x0 ⇒J xxJα 1xJα1x इसलिए आपके पास यह दूसरी तरह का है आप उन्हें पुंराव्रत्ति संबंध कह सकते हैंपहली तरह के बेलेल कार्यों के लिए तो इसका उपयोग करें जिसे हम पहले से ही जानते हैं J12 और इसी तरह J 12 भी हम जानते हैं पिछले वीडियो में हमने देखा है कि J12x2πx sinx और J 12x2πx cosx इसीलिए यदि मैं लेता हूँ 2J xxJα 1xJα1x तोयहाँ मैं α12 डालता हूँ तो आपको क्या मिलता है आपको मिलता है 2J12 xxJ 12xJ32x J32x2xJ12 x J 12x तो यह मेरा J32x है यदि मैं α 12 डालता हूँ तब क्या होता है 2J 12 xxJ 32xJ12x ⇒ J 32 x2xJ 12x J12x तो इस तरह मैं जा सकता हूँ तो J32 x J 32 x के बारे में पता होने के बाद मैं α±32 डाल सकता हूँ हमें कहना है फिर आप J±52 x प्राप्त कर सकते हैं तो आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए आप 527292 प्राप्त कर सकते हैं और इतने पर तो इस तरह आप हर n 0 1 2 के लिए आप सभी J2n12 x प्राप्त कर सकते हैं इसलिए सब कुछ पता चल जाता है इसलिए ये बेसेल कार्य हैं इस तरह हम दूसरे मामले के इस सभी विशेष मामलों को हासिल कर सकते हैं यही वह जगह है जहां सभी 2α विषम पूर्णांक हैं यह वह मामला है जिसे आप Jα J α श्रृंखला समाधान के रूप में देख सकते हैं इसलिए आप उन्हें cosin और sin और x के मामले में एक विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हम स्टर्म लिओविले के सिद्धांत पर चलते हैं अब तक हमने जो सीखा है वह यह है कि आप जानते हैं कि दूसरे क्रम को कैसे हल करें जब आपके पास चर गुणांक के साथ दूसरा क्रम समरूप समीकरण हो जब आप शून्य को देखते हैं तो नियमित रूप से एकवचन बिंदु होता है तो आप दो रैखिक स्वतंत्र समाधान पा सकते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि बेसेल समीकरण 0 एकमात्र विलक्षण बिंदु है वहाँ कोई अन्य विलक्षण बिन्दु नहीं है इसलिए आपने जो भी गणना की है वह इस फ्रेबोनियस समाधानों y1 और y2 को पाते हैं वे वास्तव में बिल्कुल समान रूप से निरंतर हैं समान रूप से एक श्रृंखला के रूप में अभिसरण यह श्रृंखला वास्तव में अंतराल के भीतर समान रूप से अभिसरण कर रही है आप कोई भी अंतराल में सभी x सकारात्मक लें क्योंकि वहां कोई अन्य विलक्षण बिंदु नहीं है कुछ समीकरणों के लिए मान लीजिए शून्य एक नियमित विलक्षण बिंदु है और कुछ L हो सकता है जो एक नियमित रूप से विलक्षण बिंदु है और इस तरफ हमें कहना है कि कुछ M कुछ नियमित विलक्षण बिंदु है फिर जिस तरह से आप इस फ्रॉबेनियस विधि से गणना करते हैं आपको यह y1 y2 मिलता है यह फ्रॉबेनियस श्रृंखला समाधान इस बिंदु से इस बिंदु तक बिल्कुल और समान रूप से एकाग्र होते हैं जो न्यूनतम भी है आप M और L दूरी की गणना करते हैं इसलिए ये नियमित विलक्षण बिंदु हैं कुछ विलक्षण बिंदु नियमित रूप से भूल जाते हैं या नहीं शून्य एक नियमित विलक्षण बिंदु है L और M विलक्षण अंक हैं अब आप x सकारात्मक की गणना कर सकते हैं यदि आप एक्स पॉजिटिव की गणना करते हैं तो आप उन समाधानों की तलाश करते हैं जो x सकारात्मक हैं यदि आप y1 और y2 प्राप्त करते होतो तुम अगला एकवचन बिंदु देखोगे जो कि L है इसलिए y1 और y2 0 से L के बीच x के बीच मान्य हैं इसलिए यह एक प्रमाण के साथ एक प्रमेय है तो आपके पास यह y1 और y2 सीमित हैं जब भी आपके पास x है 0 और अगले विलक्षण बिंदु L के बीच इस अगले व्यक्तित्व के साथ है इसलिए 0 से L के बीच हमारा समाधान वैध हैं क्योंकि बेससेल समीकरण के लिए ऐसा कोई L नहीं है L अनंत है तो सभी x सकारात्मक के लिए अपने समाधान वैध हैं इसी तरह नकारात्मक पक्ष के लिए इसलिए पूर्णता के लिए आप समाधान Jα लिख सकते हैं और जो भी Jα नकारात्मक के लिए x सकारात्मक के लिए परिभाषित किया गया है क्या होता है अगर x नकारात्मक है तो आप लिख सकते हैं Jxn0 1nx22nn Γnα1x2 इसलिए इस तरह आपको अपने समाधानों की तलाश करनी चाहिए x नकारात्मक होने पर फ्रोबेनियस विधि में हमेशा इस फैशन में समाधान की तलाश करें तो इसका मतलब है कि आप हमेशा इस फैशन में अपने समाधान के लिए देखो तो या तो इस तरह से इसलिए शुरू में आप समाधान की तलाश करते हैं y1xxk1n0cnxn y1xAy1xlogxxk2 n0dnxn x0 इसलिए इसके साथ हम स्टर्म लिओविले सिद्धांत पर आगे बढ़ते हैं इस तरह आप वास्तव में दूसरे आदेश रैखिक सजातीय समीकरण को हल कर सकते हैं इसलिए आप दो रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान पा सकते हैं एक बार जब आप दो रैखिक रूप से स्वतंत्र समाधान पाते हैं तो आप जानते हैं कि आपके समीकरण में दाहिना हाथ पक्ष है यह एक गैर सजातीय शब्द है जिसे आप मापदंडों की भिन्नता की विधि से एक विशेष समाधान पा सकते हैं इसलिए उस विधि के साथ आप एक विशेष समाधान पा सकते हैं और फिर आप गैर सजातीय समीकरण का सामान्य समाधान प्राप्त करने के लिए सजातीय समीकरण के इस सामान्य समाधान के साथ गठबंधन करते हैं जो हमने देखा है इसलिए हम स्टर्म लिओविले सिद्धांत से शुरुआत करेंगे इस सिद्धांत के बारे में क्या है तो एक स्टर्म लिओविल सिद्धांत क्या है अब तक हमारे पास सामान्य समीकरण हैं a0xya1xya2xy0 इसलिए इस बात पर निर्भर करता है कि इस a0 शून्य विलक्षण अंक हैं या नहीं यदि a0 के शून्य नियमित विलक्षण बिन्दु हैं यदि वहाँ a0 के शून्य नहीं हैं तो मान लीजिए कि a0 हर जगह गैर शून्य है मैं इसे विभाजित कर सकता हूँ और मैं वास्तव में शक्ति श्रृंखला समाधान प्राप्त कर सकता हूँ वहाँ कोई अन्य विलक्षण बिंदु नहीं है इसलिए शक्ति श्रंखला समाधान यदि आप देखते हैं तो आप R में हर x के लिए हर जगह शक्ति श्रंखला समाधान प्राप्त कर सकते हैं मैं दो रैखिक स्वतंत्र समाधान के रूप में y1 और y2 दोनों प्राप्त कर सकता हूँ तब मैं इसे हल कर सकता हूं मैं इस y1 और y2 के रैखिक संयोजन के रूप में सामान्य समाधान लिख सकता हूं क्या होगा अगर a0 कुछ बिंदु पर या कुछ निश्चित बिंदुओं पर 0 है इसलिए वे विलक्षण बिंदु हैं जिन्हें हमने पहले ही देखा है इसलिए उस विलक्षण बिंदु के आसपास यदि यह एक नियमित विलक्षण बिंदु है तो आप एक फ्रॉबेनियस श्रृंखला समाधान के रूप में समाधान की तलाश कर सकते हैं इसलिए यहां तक कि यदि ये दो विलक्षण बिंदु हैं तो मैं इस अंतराल में समाधान की तलाश कर सकता हूं और मैं फ्रोबेनियस विधि द्वारा दो रैखिक स्वतंत्र समाधान प्राप्त कर सकता हूं जो इस अंतराल में मान्य है फिर आप उन दो रैखिक स्वतंत्र समाधानों के रैखिक संयोजन के रूप में इस सजातीय समीकरण का सामान्य समाधान लिख सकते हैं मैं सामान्य समाधान प्राप्त कर सकता हूं तो मूल रूप से मैं इस दूसरे आदेश समीकरण को हल कर सकता हूँ सभी पूरे अंतराल या पूरी वास्तविक लाइन या कुछ आदेश अंतराल के लिए हो सकता है जहां यह परिभाषित किया गया है तब यह स्टर्म लिओविल सिद्धान्त क्या है हम क्या करते है हम कुछ ऑपरेटर के रूप में इस समीकरण को बनाने की कोशिश करते हैं हम कह सकते हैं की अवकलन ऑपरेटर Ly 0 है इसलिए मैट्रिक्स की कल्पना करें L एक मैट्रिक्स की तरह है मैट्रिक्स y 0 के बराबर फिर यह ऑपरेटर L मैं हमेशा इसे स्वयं से संयुक्त रूप में डाल सकता हूं एक आत्म समीपवर्ती रूप क्या है हम हमेशा इस रूप में डाल सकते हैं हम देखेंगे कि यह क्या है खुद से सटे होने का क्या मतलब है यह ऐसा है जैसे मैंने कहा कि L अवकलन ऑपरेटर है तो आप L के बारे में सोच सकते हैं La0xd2dx2a0xddxa2x इसलिए यदि मैं इस L को स्वयं से सटे रूप में रखता हूं तो a0xya1xya2xy0 जो हमारे पास पहले से है आइए इसे MY कहते हैं और Ma0xd2dx2a0xddxa2x अब यह M मैं फिर से लिखना और इस रूप में Ly0 डाल सकता हूँ जहां L स्वयं से सटे रूप में है इसलिए इससे पहले कि मैं कहूं कि स्वयं से सटे क्या है कल्पना कीजिए कि यह एक मैट्रिक्स की तरह है तो आपके पास मैट्रिक्स AX 0 है मैट्रिक्स समीकरणों को देखिए Ly 0 एक अवकलन समीकरण है और AX 0 एक मैट्रिक्स समीकरण है जहां A n x n मैट्रिक्स है x nx1 वेक्टर है जब आपके पास AX 0 होता है तो आप देखना चाहते हैं कि यह A क्या है इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं हमेशा इस रूप My0 में अवकलन समीकरण बना सकता हूं Ly 0 से जो की स्वयं संयुक्त रूप है जो हेर्मिशियन रूप हैं आप जानते हैं कि मैट्रिक्स का हर्मिशियन क्या है यदि A मैट्रिक्स है आइए कहते हैं A हर्मिशियन मैट्रिक्स हो इसका अर्थ क्या है तो आप यह पक्षांतर लें और फिर आप एक बार बनाए यानी ATAA यदि आपके पास वास्तविक प्रविष्टियां हैं तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन ATA है यदि आपका मैट्रिक्स केवल असली तत्व ATA हो रहा है यदि आपके मैट्रिक्स जटिल संख्या हो रही है तो बार समझ में आता है तो ATAA इसलिए यह हर्मिटियन की परिभाषा है इसलिए यदि यह सच है तो आपके पास ये मैट्रिस हर्मिटियन या स्वयं सटे मैट्रिक्स हैं तो इस मैट्रिक्स के गुण क्या हैं इस आत्म सटे हर्मिटियन मैट्रिक्स A के गुण बात यह है कि आप एक बार देख सकते है की आपके पास यह आत्म सटे मैट्रिक्स है इसका मतलब है की ATA या ATA अगर आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स है तो आप अपने अभिलक्षणिक मान की गणना करते हैं आप जानते हैं की अभिलक्षणिक मान क्या है मैंट्रिक्स A के लिए अभिलक्षणिक मान है a λI0 तो इस बहुपद समीकरण के सभी मार्ग a λI0 आपको n मार्ग देंगे यानी आपके पास इस समीकरण के n मार्ग हो सकते हैं वे अलग हैं या एक ही हो सकता है उनमें से कुछ एक ही हो सकता है क्योंकि आपके पास यह n x n मैट्रिक्स होगा a λI0 मुझे λ में nth आदेश nth डिग्री बहुपद दे देंगे इसलिए इसमें λ1 λ2और λn पर n मार्ग होंगे तो ये अभिलक्षणिक मान हैं क्योंकि A iIX0 यह हमेशा एक गैर शून्य समाधान होगा क्योंकि निर्धारक 0 है यह λ 0 का निर्धारक है यही शर्त है इसलिए आपके पास एक गैर शून्य समाधान होगा आप इसे x के रूप में बुला सकते हैं इसलिए नॉन जीरो सॉल्यूशन को अभिलक्षणिक वेक्टर Xi ≠0 कहा जाता है और अभिलक्षणिक मान λi है Xi एक अभिलक्षणिक मान λi के अनुरूप अभिलक्षणिक वेक्टर है इसलिए आप यही देखते हैं सबसे पहले अगर यह एक सामान्य मैट्रिक्स है तो यह अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षणिक वैक्टर की परिभाषा है ठीक है यदि A एक सामान्य मैट्रिक्स है अगर यह एक हर्मिटियन मैट्रिक्स अभिलक्षणिक मान हमेशा असली है तो आप वास्तव में दिखा सकते हैं इसलिए आप पहले गुण की जांच कर सकते हैं और अभिलक्षणिक मानों को सत्यापित कर सकते हैं जो हमेशा वास्तविक होते हैं जो पहली बात है हर्मिटियन मैट्रिक्स का एक और गुण दूसरा महत्वपूर्ण गुण है जहां आपको सभी अभिलक्षणिक वैक्टर मिलते हैं यदि आप वास्तव में इन अभिलक्षणिक मानों के लिए अभिलक्षणिक वैक्टर की गणनाकरते हैं तो मान लीजिए कि सभी λ1 λ2 अलग हैं तो आपके पास n अलग अभिलक्षणिक वैक्टर होंगे वे एक दूसरे से अलग हैं यदि वे दोहराए जाते हैं तो मान लीजिए कि λ1 तीन बार दोहराया जाता है आप अभी भी तीन समाधान पा सकते हैं मान लीजिए कि यदि आप A 1IX10 पर विचार करते हैं क्योंकि λ1 तीन बार दोहराया जाता है तो λ2 भी λ1 λ3 है इस मामले में अगर A हर्मिटियन मैट्रिक्स है मैं हमेशा इस प्रणाली के लिए तीन रैखिक स्वतंत्र समाधान पा सकता हूँ इसलिए मेरे पास मैट्रिक्स A के लिए तीन रैखिक स्वतंत्र समाधान होंगे वेक्टर के लिए इस प्रणाली के लिए आपके पास हमेशा तीन रैखिक स्वतंत्र समाधान होंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास अभिलक्षणिक मान के अनुरूप तीन रैखिक रूप से स्वतंत्र अभिलक्षणिक वैक्टर हैं जो कई बार दोहराए जाते हैं इसलिए तीसरा बिंदु यह है कि आपके पास m रैखिक स्वतंत्र अभिलक्षणिक वैक्टर होंगे जो एक अभिलक्षणिक मान के अनुरूप होता है जिसे m बार दोहराया जाता है इसलिए यदि आपके पास एक अभिलक्षणिक मान है जिसे m बार दोहराया जाता है आप m रैखिक स्वतंत्र अभिलक्षणिक वैक्टर प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यहां एक और महत्वपूर्ण गुण यह है कि सभी अभिलक्षणिक मान अलग हैं तो आपको n अलग अभिलक्षणिक वैक्टर मिलेंगे वे न केवल रैखिक रूप से स्वतंत्र हैं बल्कि वास्तव में एक दूसरे के लिए आयतीय भी हैं इसलिए अलग अलग ईजेन वैक्टर सभी आयतीय हैं ऑर्थोगोनल से आपका क्या मतलब है मान लीजिए कि आपके पास दो वैक्टर हैं तो चलो दो वैक्टर x और y लिखते हैं xy आयतीय हैं यदि XYi1nxiyi है यदि आपके वैक्टर में केवल वास्तविक प्रविष्टियां हैं तो आप बस xiyi कर सकते हैं यदि आपके पास एक जटिल प्रविष्टि है तो आप बस एक बार बना सकते हैं इसलिए यह डॉट उत्पाद है जिसे आप बुला सकते हैं आप ⟨x Y⟩ XY के रूप में एक नोटेशन लिख सकते हैं यह सिर्फ एक नोटेशन है इसलिए यदि आपके पास हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो सभी अभिलक्षणिक वैक्टर अलग अलग अभिलक्षणिक मानों के अनुरूप सभी आयतीय होंगे तो इसका मतलब है कि मेरे पास सब अलग है तुम्हें अन्य किसी पर भी ले जाएगा तो λ1λ2 λn ये सभी अलग अभिलक्षणिक मान हैं अभिलक्षणिक वेक्टर v1v2vn के अनुरूप बुलाते हैं जब मैं छोटा v लिखता हूँ जो वास्तव में एक वेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है तो ये v1v2vn सभी भिन्न अभिलक्षणिक वैक्टर है इसलिए यहां कुछ भी दोहराया नहीं जाता है यदि कोई भी जोड़ी लें तो वे सभी एक दूसरे से अलग हैं तो आपके पास ये ईजेन वैक्टर हैं वे सभी आयतीय हैं इसका मतलब है की आप कोई भी vivj vivj0 ∀ i≠j लेते हैं इसलिए आप इसे पाँचवे गुण के रूप में लिख सकते हैं 12n अभिलक्षणिक मान जो भिन्न हैं और v1v2vn ईजेन वैक्टर हैं तो vivj vivj0 ∀ i≠j सत्य है फिर आप देखते हैं कि सभी ईजेन वैक्टर आयतीय हैं जो आयतीय का अर्थ है इसलिए अंतिम मुद्दा यह है कि यदि उन्हें दोहराया जाता है तो क्या होता है मान लीजिए कि λ1 और एक और λ2 λ1 के बराबर है और फिर λ3 λn पर अभिलक्षणिक मान हैं इसलिए केवल λ1 दो बार दोहराया जाता है और तब मुझे पता है कि v1 और v2 दो रैखिक स्वतंत्र अभिलक्षणिक वैक्टर λ1 के अनुरूप है और मैं v2 v3 को vn तक करना होगा सभी अभिलक्षणिक वैक्टर अलग अभिलक्षणिक मान के अनुरूप हैं तो क्या होता है अगर आप किसी भी जोड़ी का यहां विचार करें वे सभी ऑर्थोगोनल हैं कोई भी जोड़ी एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल होती है लेकिन v1 और v2 नहीं हैं लेकिन आप उन्हें बना सकते हैं मान लीजिए कि आप यहां दो वैक्टर पर विचार करते हैं यदि वे i j जैसे हैं यानी x axis और y axis वे पहले से ही ऑर्थोगोनल हैं उनका डॉट उत्पाद शून्य 10 और 01 है यदि आपके वैक्टर v1 और v2 हैं इसलिए आप उन्हें हमेशा आयतीय बना सकते हैं इसलिए हमें v1 u1 के रूप में पुकारना चाहिए जो एक वेक्टर है v2 u2 दूसरे वेक्टर के रूप में हैं और वे आयतीय नहीं हैं जिन्हें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इसलिए आप उन्हें ऑर्थोगोनल बनाना चाहते हैं जिसे आप इस तरह परिभाषित करते हैं v1u1 और आपका v2 क्या है मैं v2 इस तरह से चाहता हूं कि मैं इन दोनों u1 और u2 का रैखिक संयोजन लेना चाहता हूं ताकि v2 ऑर्थोगोनल हो मैं यह कैसे देखूंगा इसलिए इसे ग्राहम श्मिट ऑर्थोनॉर्मल प्रक्रिया कहा जाता है तो मैं यह कैसे करूं साधारण बात है v2 v1 cu2 बस कुछ मनमाने ढंग से लगातार c के साथ रैखिक संयोजन लेते हैं इसलिए मैं इस स्थिरांक c को इस तरह से ढूंढना चाहता हूं कि v2 v1 के लिए आयतीय है जिसका अर्थ है कि आप v2 के साथ v2 आंतरिक उत्पाद लेते हैं v2v1cu2 ⇒ v2v2 v1v2cu2v2cu2v2 ⇒ cv2v2u2v2 v2v2v1v2c और मैं अपने c को इस तरह से चुन रहा हूं जो की शून्य v1v2 है बता दें v2 कुछ वेक्टर है जो पहले से ही v1 के लिए आयतीय है इसलिए यही v2 है इसलिए यदि मैं ऐसा v2 चाहता हूं तो मेरा c क्या है तो बात क्या है तो v2 आप इस फैशन में चुनते हैं v2v1cu2 ⇒ v2v2 v1v2cu2v2cu2v2 ⇒ cv2v2u2v2 तो इस c के साथ अगर मैं अपना v1 का ओर्थोगोनल v2 चुनता हूँ अर्थ यह है तो इसका मतलब है की v2v1v2v2u2v2 u2 v2u1 तो आप c को इस तरह से चुनते हैं कि v2 v1 के लिए ऑर्थोगोनल है तो मैं इसे कैसे चुनूंगा आप डॉट उत्पाद को v1 के साथ लेते हैं तो मेरे पासv2v1 v1v1cu2v1 होगा मैं चाहता हूं कि मेरी v2 कुछ c के मान के लिए शून्य हो इसलिए अगर मैं बाएं हाथ की ओर शून्य चाहता हूं जो मेरे c को निर्धारित कर सकता है 0 v1v1u2v1 ⇒ c v1v1u2v1 इसलिए u2 u1 पता चल जाता है तो c के इस विकल्प के साथ मेरा v2 है v2v1 v1v1u2v1 u2 आप देखते हैं कि v2 और v1 एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल हैं जो कि यदि आप वास्तव में v2v1 चुनते हैं तो आप देखेंगे कि v1v2v1v1 v1v1u2v1 u2 v1v1 v1v1u2v1 u2v1v1 v1v1u2v1 v1u2 v1v1 v1v10 तो आप देखते हैं कि v1 पे लंबवत है v2 तो यही अर्थ है इसलिए यदि आपको सतह में भी दो रैखिक स्वतंत्र वैक्टर दिए जाते हैं इस प्रक्रिया से आप हमेशा इस u1 और u2 को एक रैखिक संयोजन के रूप में v2 के लिए देख सकते हैं u1 जो आपके द्वारा कुछ स्थिरांक के लिए चुने जाने वाले v1 रैखिक संयोजन के रूप में है वह स्थिरांक आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि v1 पे v2 ऑर्थोगोनल है तो यह है कि मैंने क्या इस्तेमाल किया अगर मैं इसे शूंय बनाता हूँ तो मैं c पा सकता हूँ c के इस विकल्प के साथ अगर आप इसे यहां डालकर सत्यापित कर सकते है कि वे आयतीय हैं अब मेरे पास तीन वैक्टर हो सकते हैं तो मैं उन्हें ऑर्थोगोनल बना सकता हूं मान लीजिए कि आपके पास तीन वैक्टर हैं हम कहते हैं कि आप u1 u2 u3 के स्थान में हैं मैं u1 को v1 u2 को v2 के रूप में बनाता हूं अब u3 को भी आप कर सकते हैं मैं एक रैखिक संयोजन के रूप में v3 चाहता हूं अब आपके पास v1 और v2 है अब तीसरा वेक्टर v3 है जो v2 और v1 के लिए ऑर्थोगोनल है लेकिन मैं इसे v3 के संदर्भ में लिखता हूं मैं v1 v2 और u3 के संदर्भ में लिखता हूं तो एक बार मेरे पास v2 है मैं यह u2 हटा सकता हूँ इसलिए मेरे पास v3 है मैं एक और लंबबत वेक्टर चाहता हूँ इसलिए यदि मैं ऐसी चीज की तलाश करता हूं तो मैं हमेशा v1 v2 और u3 के रैखिक संयोजन के रूप में फिर से लिख सकता हूं तो मैं ऐसा कैसे करूं v3 v1 c1v2 c2u3 तो फिर से आप चाहते हैं कि यह क्या है मुझे ये स्थिरांक c1 c2 कैसे मिल सकता है देखो मेरे पास दो स्थिरांक हैं मुझे सही ढूँढना होगा अगर मैं v3 के लिए देखूँ मैं v3 इस तरह से चुनूँगा जो v1 के लिए लंबवत है और v3 भी v2 के लिए लंबवत है तो मेरी यहां दो शर्तों है इन दो शर्तों मैं दो स्थिरांक ठीक हो सकते हैं तो इन स्थिरांक के साथ यदि आप ऐसा करते हैं कि आप इन दो स्थिरांकों को पा सकते हैं ताकि आप वापस आएं और यहां विकल्प मैं v3 प्राप्त कर सकता हूं तो v3 वह तरीका है जो आपको मिलता है v3 वास्तव में v1 और v2 के लिए लंबवत है इसलिए इस तरह आप कोई भी नंबर प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके पास n रैखिक स्वतंत्र वैक्टर हैं आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं और आप उन्हें आयतीय बना सकते हैं जिसका अर्थ है कि वे एक दूसरे के लंबवत हैं इसलिए ऐसी बात आप कर रहे हैं तो आपके पास यह है कि आप उन्हें ऊपर समझाई गई प्रक्रिया द्वारा आयतीय बना सकते हैं इसे ग्राहम श्मिट ऑर्थोगोनल प्रक्रिया कहा जाता है मैंने सिर्फ अंतरिक्ष या सतह की व्याख्या की है तो यह आप किसी भी परिमित आयामी अंतरिक्ष में कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं आप अब किसी भी रैखिक स्वतंत्र वैक्टर पर जा सकते हैं आप वास्तव में इस ग्राहम श्मिट प्रक्रिया द्वारा उन्हें आयतीय बना सकते हैं अब आपके पास v1 v2 v3 ऑर्थोगोनल हैं और अब मान लीजिए कि आपके पास एक और वेक्टर हैआप उन्हें एक बार और बनाते हैं v1v2 v3 पहले से ही ऑर्थोगोनल हैं तो अब आप v4 का एक रैखिक संयोजन v1 c1v2 c2u3 बनाते हैं अब आपके पास एक और वेक्टर है जो ऑर्थोगोनल नहीं है जो u4 है आप लिखते हैं v4 v1 c1v2 c2u3 c3u4 आप यह c1 c2 c3 प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आप v4 चाहते हैं जो v1 v2 v3के साथ रैखिक रूप से स्वतंत्र और आयतीय होना चाहिए इसलिए वे तीन शर्तें हैं अब मेरे पास तीन अज्ञात और तीन शर्तें हैं ये तीन शर्तें हैं v4v10 v4v20 v4v30 तो इन तीनों के साथ मैं अपने c1 c2 c3 पा सकता हूं आपको जो v4 मिलता है वो v1 v2 v3का ओर्थोगोनल है अब मैं u1 u2 u3 u4 को ऑर्थोगोनल वेक्टर के रूप में बनाता हूं v1 v2 v3 v4 में v1 कुछ नहीं है लेकिन u1 खुद है तो कि हम इस तरह आकर्षित हैं यह एक ग्राहम श्मिट ऑर्थोगोनल प्रक्रिया है इसलिए यह आप देखते हैं कि आपका मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है जो महत्वपूर्ण है इसलिए यदि आपके पास इन n ऑर्थोगोनल वैक्टर के साथ एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो आपको n अभिलक्षणिक मान मिलते हैं या किसी भी मामले में दोहराया अलग नहीं जाता हैं तो आपके पास n रैखिक स्वतंत्र अभिलक्षणिक वैक्टर होते हैं यदि वे अलग हैं तो वे कुछ भी नहीं हैं लेकिन वे सीधे आयतीय हैं यदि वे आयतीय नहीं हैं तो आप उन्हें आयतीय बनाते हैं इसलिए यदि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के लिए n अभिलक्षणिक मान हैं यदि यह हर्मिशियन है तो आपके पास n रैखिक स्वतंत्र ईजेन वैक्टर होंगे आप उन्हें ऑर्थोगोनल बनाएं इसलिए किसी भी मामले में आपके पास n आयतीय अभिलक्षणिक वैक्टर हैं ऑर्थोगोनल का मतलब है कि स्पष्ट रूप से वे स्वतंत्र हैं एक बार जब आपके पास ऑर्थोगोनल वैक्टर होते हैं तो आप कोई भी x ∈ Rn ले सकते हैं मैं इन सभी अभिलक्षणिक वैक्टर को आयतीय वैक्टर के संदर्भ में लिख सकता हूं मैं उन्हें इन vi 's के कुछ रैखिक संयोजन बना सकते हैं 1 से n की तरह Xi1n ci vi इसलिए यह किसी भी x के लिए सत्य है हम यह प्रतिनिधित्व कर सकते हैं क्योंकि किसी भी वेक्टर में मैं ijk R3 के संदर्भ में लिख सकता हूँ सतह में किसी भी वेक्टर में मैं I j के संदर्भ में लिख सकता हूँ तो उसी तरह Rn में कोई वेक्टर है तो ये vi जो आयतीय हैं के संदर्भ में लिख सकते है vi ijk R3 की तरह हैं इसलिए इस मैट्रिक्स के अनुरूप यही है हम क्या करते हैं हम इस समीकरण My 0 को एक रूप में परिवर्तित करते हैं जिसे ऑर्थोगोनल कहा जाता है इसलिए एक हर्मिटियन रूप है जिसे हमें Ly 0 बनाना है मैं हमेशा ऐसा कर सकता हूं क्योंकि मैं किसी भी दूसरे क्रम समीकरण को इस रूप में परिवर्तित कर सकता हूं इसीलिए मैं हमेशा हर्मिटियन के लिए अवकलन समीकरण बना सकता हूँ हम देखेंगे कि क्योंकि इस मैट्रिक्स के अनुरूप जो हर्मिटियन है आपके पास ये सभी गुण हैं यही काम आप यहां भी कर सकते हैं तो यहां पर क्योंकि यह एक मैट्रिक्स समाधान केवल परिमित हैं समाधान सभी वैक्टर हैं वैक्टर परिमित आयामी स्थान में हैं जो Rn या तो अंतरिक्ष या सतह है ये सभी दो आयामी हैं जो सतह है तीन आयामी हैं जो की स्थान है इसलिए यदि n 3 आप अंतरिक्ष में हैं यदि एन 2 आप सतह में हैं अन्यथा यह एक परिमित आयामी है जिसका मतलब है कि n परिमित है इसलिए एक बार जब आपके पास यह होता है तो आपके पास n ऑर्थोगोनल वैक्टर होते हैं आप हमेशा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यदि यह एक अंतर समीकरण है तो समाधान कार्य हो सकते हैं उनके कार्य एक परिमित आयामी वेक्टर स्थान में नहीं हो सकते हैं वे परिमित आयामी वैक्टर नहीं हैं प्रत्येक वेक्टर हमें 1 x x2 x3 कहते हैं और इतने पर हमारे पास असीम रूप से कई रैखिक स्वतंत्र समाधान हैं वे सभी रैखिक रूप से स्वतंत्र हैं यदि वे समाधान हैं तो अंतरिक्ष आप इसे सिर्फ अपने Rn की कल्पना की तरह कह सकते है यह R की तरह है तो आपके पास अनंत आयामी अंतरिक्ष है यह पॉलीनोमियल स्वयं अनंत आयामी स्थान से संबंधित है इसलिए सामान्य तौर पर यदि आप सामान्य कार्यों घातीय इन सभी के बारे में बात करते हैं तो वे वास्तव में अनंत आयामी स्थान बनाते हैं इसलिए समाधान अनंत आयामी स्थान के भी हैं इसलिए यदि आपके पास अवकलन ऑपरेटर का हर्मिटियन रूप है तो अवकलन समीकरण अब आप क्या करते हैं आप एक मैट्रिक्स के इन गुणों के अनुरूप आप अभिलक्षणिक मान अभिलक्षणिक वैक्टर पाते हैं और उन्हें ऑर्थोगोनल बनाते हैं और फिर इतना है कि आप अनंत आयामी अंतरिक्ष में यह किसी भी कार्य की तरह अंत में लिख सकते हैं मैं इस अभिलक्षणिक वैक्टर के संदर्भ में लिख सकत हूँ ठीक है वास्तव में यह फ़ौरीर श्रृंखला है यह वही है जो एक स्टर्म लीऔविल्ले सिद्धांत है इसलिए हम यही देखेंगे सबसे पहले मुझे इस रूप में एक सामान्य दूसरे क्रम के अवकलन समीकरण को कैसे बनाना है तो मुख्य विचार यह है की स्वयं से सटे फार्म या हर्मिटियन फार्म में इस समीकरण बनाना है तो हम अगले वीडियो में देखेंगे हम देखेंगे कि दूसरे क्रम को सजातीय समीकरण को स्वयं सटे रूप या हर्मिटियन रूप में कैसे बनाया जाए इसलिए ऐसा करने के लिए यदि यह एक मैट्रिक्स है आप आसानी से अपनी बस प्रविष्टियों ATA or ATA देख सकते हैं कि आपको क्या देखना है लेकिन अवकलन समीकरण के लिए अगर आप चाहते है कि यह हर्मिटियन रूप में आपको कुछ सीमा शर्तों की जरूरत है इसलिए यदि आप सीमा चाहते हैं तो डोमेन क्या है डोमेन पूर्ण R है तो यदि आप एक सीमा चाहते हैं तो सीमा का मतलब है डोमेन पूर्ण वास्तविक रेखा है सीमा क्या है कोई सीमा ∞∞ नहीं है इसलिए आपको एक परिमित डोमेन की आवश्यकता है ताकि आप सीमा बना सकें सीमा शर्तें a b हैं यदि आपका अवकलन समीकरण केवल परिमित अंतराल पर निर्भर करता है तो आपकी सीमा a और b है तो आपको a और b पर कुछ सीमा शर्तों की जरूरत है तो यह L हर्मिटियन हो जाएगा यह हम अगले वीडियो में देखेंगे